तो फिर इस मॉड्यूल में मैं कुछ और परिणामों के बारे में बात करूंगा तो मुझे दूसरे परिणाम का दूसरी थ्योरम के नाम से परिचय देने दीजिए मैं इसे थ्योरम 4 कहता हूं थ्योरम 4 यह कहता है कि यदि मेरे पास F FT है तो परिणाम यह कहता है कि दो फंक्शंस के कन्वॉल्यूशन का फूरिये ट्रांसफार्म उन दोनों के फूरिये ट्रांसफार्म के गुणन के बराबर है FT f ∗ g FT FT F G अतः कन्वॉल्यूशन का फूरिये ट्रांसफार्म ज्ञात करना बहुत सरल है उन दोनों के फूरिये ट्रांसफार्म के गुणन के बराबर है अब यह वह है जो मैं छात्रों को जांच करने के लिए कहूंगा यह जांच करना बहुत ही सरल है यदि आपको दो फंक्शंस के कन्वॉल्यूशन की परिभाषा पता है आप सरलता से उस परिभाषा का प्रयोग करके दो इंटीग्रल्स को अलग कर सकते हैं एक F के फूरिये ट्रांसफार्म के संगत और दूसरा G के फूरिये ट्रांसफार्म के संगत अब यहां कुछ संगत कोरोलारी या अतिरिक्त परिणाम है मुझे 4a के बारे में बात करने दीजिए तो यह कुछ प्रॉपर्टीज हैं कन्वॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज तो विशेष रूप से एक प्रॉपर्टी यह कहती है 4 f ∗ g g ∗ f यह कन्वॉल्यूशन के ऑर्डर को महत्व नहीं देती दूसरी प्रॉपर्टी यह है 4 f ∗ g ∗ h f ∗ g ∗ h तो हमें यह प्रॉपर्टी क्या कहती है यह कन्वॉल्यूशन के ऑर्डर को महत्व नहीं देती या तो आप इस कन्वॉल्यूशन को पहले लीजिए या इसको दोनों ही स्थिति में उत्तर समान होगा अतः कन्वॉल्यूशन एक सरल ऑपरेटर है 4 αf βg ∗ h αf ∗ h βg ∗ h अतः यह एक सरल ऑपरेटर है और आखरी में एक और महत्वपूर्ण परिणाम यह है की डेल्टा फंक्शन का कन्वॉल्यूशन एक डेल्टा फंक्शन होता है डेल्टा फंक्शन भी कोरोलारी 4 a का पालन करता है मैं इस आखिरी परिणाम का उल्लेख अलग से कर रहा हूं क्योंकि डेल्टा फंक्शन क्लासिकल सेंस में फंक्शन नहीं है जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं 4 f ∗ δ δ ∗ f अब मेरे पास एक और परिणाम है जिसका परिचय में एक दूसरे थ्योरम पारसीवल रिलेशन Parseval's relation के रूप में दूंगा तो पारसीवल रिलेशन क्या है पारसीवल रिलेशन Parseval's relation बहुत उपयोगी है जब हमें दो फंक्शंस का इनर प्रोडक्ट लेना हो या जब हमें दो फंक्शंस के गुणन के फूरिये ट्रांसफार्म का परिचय देना हो तो पारसीवल रिलेशन Parseval's relation बहुत उपयोगी है उन तरह की गणनाओं के लिए तो आइए देखते हैं की पारसीवल रिलेशन Parseval's relation क्या है F FT G FT तो मुझे इसका प्रमाण जल्दी से दिखाने दीजिए क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण परिणाम है तो मैं दाहिने हाथ की तरफ से शुरू करूंगा अतः दायां पक्ष है तो अंत में मेरे पास ऊपर लिखित परिणाम आता है जोकि पारसीवल रिलेशन Parseval's relation का बायां पक्ष है आप देखते हैं की फिजिकल प्लेन में दो फंक्शंस का इनर प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म्ड प्लेन में दो फंक्शन के इनर प्रोडक्ट के बराबर है फूरिये ट्रांसफार्म के उपयोग यहां पर मैं एक फूरिये ट्रांसफार्म के एक प्रसिद्ध उपयोग का परिचय दूंगा जिसका नाम शेनॉन सेंपलिंग थ्योरम है इससे पहले कि मैं शेनॉन सेंपलिंग थ्योरम की व्याख्या करूं मैं इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह थ्योरम या परिणाम कंटीन्यूअस फंक्शनस और डिस्कंटीन्यूअस या डिस्क्रीट फंक्शंस के बीच एक महत्वपूर्ण ब्रिज का कार्य करता है विशेष रुप से सिगनल प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन में शेनॉन फंक्शंस या शेनॉन सेंपलिंग थ्योरम एक प्रमुख परिणाम की भांति कार्य करता है जो डिस्क्रीट सिगनल्स को कंटीन्यूअस टाइम कंटीन्यूअस सिगनल्स में कनेक्ट करने में सहायता करता है आज मैं फूरिये ट्रांसफार्म के प्रॉपर्टीज से शुरू करूंगा मैं अपने फंक्शन f के फूरिये ट्रांसफार्म को F निरूपित करता हूं अतः k मेरा ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल है और ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन जिसके लिए मैं फूरिये ट्रांसफार्म ज्ञात कर रहा हूं वह f है कुछ प्रॉपर्टीज जो उपयोगी है उनका प्रमाण मैं यहां करूंगा हम अब देखते हैं कि शेनॉन ट्रांसफार्म या शेनॉन सेंपलिंग थ्योरम क्या है जैसा कि मैं डिजिटल सिगनलिंग में कह चुका हूं उपयोगी टर्म्स के बारे में बताऊंगा अतः डिजिटल सिगनल प्रोसेसिंग में मेरे पास एनालॉग सिगनल है जिसे मैं f से निरूपित करता हूं f एक कंटीन्यूअस फंक्शन है और मान लीजिए मेरा वेरिएबल t टाइम है और मैं इसे ∞ से ∞ लेता हूं आप ही है देखेंगे कि मैंने यह विकल्प क्यों लिया मैंने यहां सहज ज्ञान से टाइम t की लिमिट ली है f एक एनालॉग फंक्शन है जोकि ऐसा कंटीन्यूअस फंक्शन है की f ∈ L2−∞ ∞ जिसका अर्थ यह है कि जब मैं कहता हूं की f L2 इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब यह है कि उससे मेरा क्या मतलब है मान लीजिए कि आपके पास व्यापक स्पेक्ट्रम है और आप अपनी सूचना को इस एनालॉग सिग्नल से प्रदर्शित करना चाहते हैं और हम यह देखना चाहते हैं कि इस सिग्नल की एनर्जी या एंप्लीट्यूड सभी पॉसिबल फ्रीक्वेंसी k के लिए कितना है तो हम यह करते हैं कि इन फंक्शन का नॉर्म ज्ञात करते हैं जो कि हमें सिग्नल की ट्रांसफर होने वाली टोटल एनर्जी कंटेंट देता है इस एनर्जी कांटेक्ट से मेरा यह तात्पर्य था अतः यह या तो वास्तविक या फ्रिकवेंसी डोमेन होता है यह ऐसा हमारे पारसीवल परिणाम के कारण है पारसीवल थ्योरम जिसका प्रमाण हम पहले कर चुके हैं अब दूसरी परिभाषा का परिचय देते हैं यदि फूरिये ट्रांसफार्म निम्न से दिया जाता है Faω 0 for a जहां Faω कटऑफ फ्रिकवेंसी a से बड़ी सभी फ्रीक्वेंसीस के लिए शून्य है मैं इस a को अपनी कटऑफ फ्रिकवेंसी कहता हूं अतः आप देख सकते हैं कि यदि सिग्नल बैंडलिमिटेड है तो वह सिर्फ एक विशेष फ्रीक्वेंसी के लिए अशून्य है उस रेंज की फ्रीक्वेंसी के बाहर सिग्नल शून्य है और समरूप बैंडलिमिटेड सिगनल को fa से निरूपित किया जाता है मैं ऐसे ही अपना बैंडलिमिटेड सिग्नल कहता हूं यदि मेरा फूरिये ट्रांसफार्म विशेष कटऑफ फ्रिकवेंसी के बाहर शून्य है अतः व्यापक रूप में मैं हमेशा रिड्यूस कर सकता हूं यदि f बेड लिमिटेड नहीं है तो मैं f को हमेशा बैंडलिमिटेड सिगनल में रिड्यूस कर सकता हूं ध्यान दीजिए f को हमेशा बैंडलिमिटेड सिगनल में लो पास फिल्टर रिड्यूस कर सकते हैं तो फिर से लो पास फिल्टर क्या है यह दूसरा फंक्शन है यह फंक्शन क्या है यदि मेरे पास एनालॉग सिगनल f है जोकि टाइम कंटीन्यूअस फंक्शन है और मैं इसे बैंडलिमिटेड सिगनल में रिड्यूस करना चाहता हूं अब मैं अपने फूरिये ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन Faω का परिचय दूंगा जोकि इस रेंज की फ्रीक्वेंसी में सामान्य फूरिये ट्रांसफार्म है अन्यथा शून्य है अतः मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यदि मेरे पास एनालॉग सिग्नल है और मैं उसको बैंडलिमिटेड सिग्नल में रिड्यूस करना चाहता हूं तो मैं उसके फूरिये ट्रांसफार्म का परिचय दूंगा जोकि विशिष्ट डोमेन के बाहर शून्य है तो अवश्य ही जब हम इन्वर्स ट्रांसफार्म लेते हैं तो मुझे जो सिग्नल मिलता है वह बैंडलिमिटेड सिग्नल होता है तो बैंडलिमिटेड सिगनल क्या होता है बैंडलिमिटेड सिगनल निम्न प्रकार से दिया जाता है अब ध्यान से देखिए कि मैंने 1 2 𝜋 का प्रयोग किया है 1 √2π का नहीं यहां पर तथ्य यह है की हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के द्वारा दी गई परिभाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसका परिचय मैंने लेक्चर 1 में भी दिया था मैं यहां पर वेव नंबर के बजाय एंगुलर फ्रिकवेंसी का परिचय दे रहा हूं यह फूरिये इन्वर्स और फूरिये ट्रांसफार्म की दूसरी परिभाषा है इस परिणाम से परिभाषित बैंडलिमिटेड सिग्नल के लिए इसे शेनॉन सेंपलिंग फंक्शन भी कहते हैं यदि मेरे पास ऐसा है तो उस विशिष्ट स्थिति में मेरा a π है अतः वह विशिष्ट स्थिति है जब मेरे पास शेनॉन स्केलिंग फंक्शन है f मेरा शेनॉन सेंपलिंग फंक्शन है मैं इस परिणाम का प्रयोग शेनॉन थ्योरम में करूंगा तो फिर से मेरे पास बैंडलिमिटेड सिगनल है मेरा बैंडलिमिटेड सिगनल fa निम्न प्रकार से परिभाषित है जहां मैं इसे अपना गेट फंक्शन कहता हूं गेट फंक्शन में फूरिये ट्रांसफार्म वस्तुतः ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन है जो कि कट ऑफ रेंज के अंदर और बाहर परिभाषित है इस स्थिति में और अधिक मूल्यांकन करने पर हमें मिलता है मुझे वह गेट फंक्शन के लिए मिलता है मेरा बैंडलिमिटेड सिग्नल क्लोज्ड फॉर्म एक्सप्रेशन sin a t बाय 𝜋 t से दिया जाता है इसके विपरीत आप कांस्टेंट 1 के फूरिये ट्रांसफार्म को देखिए तो 1 का फूरिये ट्रांसफार्म निम्न प्रकार से दिया जाता है तो अब मेरे पास निम्न है जो और कुछ नहीं डेल्टा फंक्शन है यह डेल्टा फंक्शन की दूसरी परिभाषा है यदि यह सहज ज्ञान से स्पष्ट नहीं है तो आप विद्यार्थियों को इस फंक्शन को प्लॉट करना चाहिए और इस पैरामीटर a को इंफिनिटी तक जाने देना चाहिए और देखना चाहिये कि यह डेल्टा फंक्शन की ओर अग्रसर है तो फिर से मैं देखता हूं कि मेरा 1 बराबर है निम्न के तो मेरे पास क्या बचता है हमारे पास निम्न परिणाम है जो हमें परिभाषा तक पहुंचाता है तो मेरे पास निम्न बैंडलिमिटेड सिग्नल है तो हम देखते हैं यह और कुछ नहीं है बल्कि दो ट्रांसफार्म फंक्शनस F ω और Faω के गुणन का इन्वर्स फूरिये ट्रांसफार्म है अतः यह दो ट्रांसफार्म के गुणन का इन्वर्स फूरिये ट्रांसफार्म है

तो यह कन्वॉल्यूशन है मेरा बैंडलिमिटेड सिगनल आपके ओरिजिनल सिग्नल का इस फैक्टर के साथ कन्वॉल्यूशन है मैं इस रिप्रेजेंटेशन को शेनॉन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन कहता हूं अब मैं इस मॉड्यूल को समाप्त करता हूं और दूसरे मॉड्यूल को शुरू करता हूं जो यह बताता है कि शेनॉन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन क्या है और यह कैसे हमारे शेनॉन सेंपलिंग थ्योरम से संबंधित है अब हम fa के फूरिये ट्रांसफार्म पर विचार करते हैं तो मैं जानता हूं की तो यह मेरे बैंडलिमिटेड सिगनल का बैंड फूरिये ट्रांसफॉर्म है मैं अपने फूरिये ट्रांसफार्म हमेशा इस सीरीज के रूप में लिख सकता हूं ऑर्थोंगोनल सेट के रूप में यह सभी मेरे ऑर्थोंगोनल सेट है तो यह सभी मेरे ऑर्थोंगोनल बेसिस फंक्शन या फूरिये बेसिस है मैं इन्हें फूरिये बेसिस कहता हूं अतः मैं हमेशा अपने फूरिये ट्रांसफार्म को इस रिलेशन के रूप में प्रदर्शित कर सकता हूं और मेरे फूरिये कोएफसीएन्ट्स an निम्न से दिए जाते हैं तो यदि में इसे t रिप्लेस करता हूं तो मुझे यह इंटीग्रल fa के बराबर मिलता है fa के इस आर्गुमेंट पर कोएफसीएन्ट्स 12a है

तो यह वह परिणाम है जिस तक मैं पहुंचना चाहता था जिसे हम शेनॉन सेंपलिंग थ्योरम भी कहते हैं और वह यह कहता है कि मैं अपने कंटीन्यूअस फंक्शन को डिस्क्रीट फंक्शंस के इनफाई नाइट सम के रूप में प्रदर्शित कर सकता हूं या यदि मेरे पास कुछ डिस्क्रीट सिगनल्स है तो मैं अपना कंटीन्यूअस सिग्नल इंडिस्क्रीट सिगनल्स के समेशन से बना सकता हूं यह इस थ्योरम शेनॉन सेंपलिंग थ्योरम की पावर है मुझे इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने दीजिए बैंडविथ a के बैंडलिमिटेड कंटीन्यूअस सिग्नल का निर्माण शून्य पर तथा 𝜋a के सभी इंटीग्रल मल्टीप्ल बिंदुओं पर fa के इनफाई नाइट सेट ऑफ डिस्क्रीट सैंपल्स से फिर से किया जा सकता है अतः आप इनफाई नाइट सम ऑफ़ डिस्क्रीट सिगनल्स से कंटीन्यूअस सिग्नल का निर्माण कर सकते हैं मैं इस चर्चा का अंत कुछ और टॉपिक्स बता कर करना चाहता हूं जो लोग खासकर वे जो लो पास फिल्टरिंग बैंड पास फिल्टरिंग या शेनॉन सेंपलिंग थ्योरम low pass filtering band pass filtering or Shannon sampling theorem के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों को ट्रांसफर फंक्शन इंपल्स रिस्पांस फंक्शन transfer functionsimpulse response functions क्या होते हैं जैसे टॉपिक्स भी देखने चाहिए यह सभी आइडिया बहुत रोचक है और फोरिअर ट्रांसफॉर्म थ्योरी जिसको हमने अभी अभी पढ़ा की सहायता से वर्णित की जा सकते हैं अतः लो पास या हाई पास फिल्टर या रेजोल्यूशन ऑफ सिग्नल्स एप्लीकेशन पढ़ने के लिए बहुत ही रोचक है